इंजीनियरिंग गणित I पर व्याख्यान में आपका स्वागत है और आज हम टेलर पॉलिनॉमियल और टेलर सीरीज़ सीखेंगे तो ये वे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे हम टेलर पॉलिनॉमियल से शुरू करेंगे और फिर टेलर सीरीज़ पर वापस आएंगे कुछ उदाहरण देख कर यह टेलर्स फार्मूला Taylor's formula जो मीन वैल्यू थ्योरम या कौशी मीन वैल्यू थ्योरम का सामान्यीकरण है जिसे हमने पिछले व्याख्यान में सीखा है हम मानते हैं कि यहाँ के फ़ंक्शन f के सभी डेरिवेटिव हैं n जमा 1 है कुछ इंटरवल में जिसमें बिंदु x है बराबर है x0 के इसके साथ हम n डिग्री के पॉलिनॉमियल Pn को निकालना चाहते हैं इस स्थिति के साथ की यह पॉलिनॉमियल यह संतुष्ट करता है कि पॉलिनॉमियल Pn x पर 0 के बराबर है 0 की फंक्शन वैल्यू के बराबर है दूसरा यह कि इस पॉलिनॉमियल का पहला डेरिवेटिव फ़ंक्शन के पहले डेरिवेटिव के बराबर है तीसरी स्थिति यह है कि बिंदु x0पर इस पॉलिनॉमियल का दूसरा डेरिवेटिव x0पर फंक्शन के दूसरे डेरिवेटिव के बराबर होता है तो हम मूल रूप से क्या मानते हैं कि ये सभी डेरिवेटिव फंक्शन वैल्यू स्वयं पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव और n th डेरिवेटिव यह सब पॉलिनॉमियल के डेरिवेटिव के बराबर हैं तो इन स्थितियों के होने पर हम ऐसे पॉलिनॉमियल से क्या उम्मीद करते हैं हम इस तरह के पॉलिनॉमियल से उम्मीद करते हैं यदि हम निर्माण करते हैं तो यह फ़ंक्शन f के करीब होना चाहिए स्वाभाविक रूप से x0 पर फंक्शन वैल्यू 0 है इसलिए x0 पर 2 ऑर्डर n के डेरिवेटिव बराबर हैं लेकिन सामान्य तौर पर हम यह भी उम्मीद करते हैं कि इन स्थितियों के कारण n डिग्री के पॉलिनॉमियल और किसी न किसी फॉर्म में फ़ंक्शन f का प्रतिनिधित्व करेगा अब सवाल यह है कि इस तरह के पॉलिनॉमियल का निर्माण कैसे किया जाए इसलिए हम यहां डिग्री n का एक सामान्य पॉलिनॉमियल मान लेते हैं तो हम इसे लेते हैं Pnxc0c1x x0c2x x02c3x x03cnx x0n तो इस विशेष फॉर्म में हमने इस पॉलिनॉमियल को लिया है इन अज्ञात c0 c1 और c2 का मूल्यांकन करने की सुविधा के कारण लेकिन कोई भी डिग्री n का एक सामान्य पॉलिनॉमियल ले सकता है तो अब हम इन कॉफिशिएंट ci's का पता लगाना चाहते हैं उन स्थितियों के साथ जो हमने निर्धारित की है या हम चाहते हैं कि यह बिंदु x0 पर इस पॉलिनॉमियल के n th ऑर्डर डेरिवेटिव यह उसी बिंदु x0 पर इन डेरिवेटिव के फ़ंक्शन के बराबर है तो इस स्थिति को रखने से पहले हम जानते हैं कि इस पॉलिनॉमियल का पहला डेरिवेटिव यहाँ के बराबर है तो एक बार हम जान ले कि यह कांस्टेंट है तो यह 0 के बराबर होगा और फिर हम दूसरा टर्म लेते हैं जो यहां x होगा इसलिए हम इसमें से c1प्राप्त करेंगे इसी तरह यहाँ से हमें 2c2x x0 मिलेगा पेड़ हमें यहाँ 3c3 मिलेगा और ऐसे यह चलता रहेगा फिर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो यह दूसरा डेरिवेटिव इस पहले डेरिवेटिव में से हम इसे फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपको 2 c2 यहाँ 3⋅2c3 मिलेगा और इसी तरह और फिर हम n th ऑर्डर डेरिवेटिव को प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को और दोहरा सकते हैं n th ऑर्डर डेरिवेटिव में क्योंकि यह n th ऑर्डर पॉलिनॉमियल था हमें केवल एक कांस्टेंट टर्म मिलेगी जिसे हम यहां n देखेंगे और कॉफिशिएंट cn यहाँ एक्सप्रेशन में आएगा और यहाँ कोई xटर्म मौजूद नहीं होगा क्योंकि पॉलिनॉमियल डिग्री था और फिर हमने n बार डिफरेंशिएट किया है तो हम पहली स्थिति से यह पाते हैं कि जब हम सब्सीट्यूट करते हैं क्योंकि हमारी स्थिति x0 पर पॉलिनॉमियल वैल्यू x0 पर फंक्शन वैल्यू के बराबर होना चाहिए और आगे डेरिवेटिव ऑर्डर n तक चाहिए अतः फंक्शनल वैल्यू से हम यहाँ प्राप्त करेंगे Pn x0और बराबर ये सभी टर्म लुप्त हो जाएंगे और हमें केवल c1मिलेगा तो जब हम पॉलिनॉमियल से x को x0 के बराबर सब्सीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा c0 Pn और Pn fn है इसलिए हमें c0 f मिलता है दूसरा जब हम इस पहले डेरिवेटिव में सब्सीट्यूट करते हैं तो आपको मिलेगा c1 c2 के पहले डेरिवेटिव के फ़ंक्शन के रूप में फिर से इस स्थिति सेहमें x0 पर दूसरा डेरिवेटिव प्राप्त होगा इस फैक्टोरियल 2 द्वारा विभाजित और फिर cnfnx0n तो इन कॉफिशिएंट के होने पर अब हमारे पास पॉलिनॉमियल है पॉलिनॉमियल कहता है कि इस Pn हो जाएगा f जो वहाँ c0 था और इन सभी कॉफिशिएंट को यहाँ सब्सीट्यूट किया गया है इसे हम टेलर पॉलिनॉमियल ऑफ आर्डर n Taylor's polynomial of ordern कहते हैं अब यदि आप यहां उदाहरण देखें और एक्स्पोनेंशियल फंक्शन के लिए टेलर पॉलिनॉमियल को देखें उदाहरण के लिए ex आस पास x0 तो P0 डिग्री 0 पॉलिनॉमियल केवल पहला टर्म वहां मौजूद होगा और e0 सिर्फ 1 होगा तो डिग्री 0 का पॉलिनॉमियल केवल 1 होगा और यदि हम इसे प्लॉट करते हैं तो यह यहाँ एक्स्पोनेंशियल फंक्शन का हरा प्लॉट है और डिग्री 0 का पॉलिनॉमियल केवल एक स्थिर रेखा है तो इस 0 1 बिंदु से जाने वाली सीधी रेखा है और अगर हम डिग्री के पॉलिनॉमियल की गणना करते हैं तो हमें यह fमिलेगा 1 के रूप में और फिर हमारे पास डेरिवेटिव है ex और फिर x 0 पर यह फिर से 1 होगा तो हमारे पास है डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल 1x है जिसे यहाँ प्लॉट किया गया है तो यह फिर से स्लोप 1 के साथ सीधी रेखा है और अब अगर हम इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं तो हम मूल्यांकन कर सकते हैं P2 का फिर P3 का P3 हमने फिर से इस कर्व के साथ यहां प्लॉट किया है और फिर आगे जाकर हम प्राप्त करेंगे P5 इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम यहां प्लॉट करते हैं P5 तो यह P5 यदि आप इसे देखें तो यह इस बिंदु 0 के आसपास या एक विस्तृत इंटरवल में एक्स्पोनेंशियल फंक्शन के बहुत करीब है जो इस विस्तार का बिंदु था और यदि हम डिग्री 6 या 7 के पॉलिनॉमियल के लिए और आगे बढ़ते हैं तो हम एक्स्पोनेंशियल फंक्शन के करीब पहुंचेंगे और यही टेलर पॉलिनॉमियल है अत पॉलिनॉमियल की डिग्री बढ़ाकर हम अपने फ़ंक्शन का जितना चाहें उतना अच्छा अनुमान लगा सकते हैं और हम इन पर आगे चर्चा करेंगे तो टेलर पॉलिनॉमियल और फ़ंक्शन का क्या संबंध है इसका मतलब है क्योंकि टेलर पॉलिनॉमियल टेलर फ़ंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है तो अब हम इस Rn को दिए गए फ़ंक्शन के वैल्यू और निर्मित पॉलिनॉमियल Pn के अंतर के रूप में लिखेंगे तो इस मामले में हमारा क्या मतलब है Rn को दिए गए फ़ंक्शन और पॉलिनॉमियल Pn के अंतर के रूप में परिभाषित करते हैं और इस मामले में अब Rn को रिमेनडर कहा जाता है क्योंकि यह फ़ंक्शन के वास्तविक वैल्यू माइनस बिंदु x पर पॉलिनॉमियल वैल्यू के बीच का अंतर है तो अब सवाल यह है कि Rnका मूल्यांकन कैसे करें और मूल्यांकन के लिए आगे जाने से पहले ध्यान दें कि Rn x0 पर है क्योंकि fx0 Pn और इस पॉलिनॉमियल x0 x0 पर फंक्शन वैल्यू के बराबर है x0पर f का पहला डेरिवेटिव x0पर पॉलिनॉमियल के पहले डेरिवेटिव के बराबर है यह इस पॉलिनॉमियल का निर्माण था तो यह सभी n th ऑर्डर डेरिवेटिव बराबर हैं इसलिए इस मामले में यह बिंदु x पर Rn या बिंदु x0पर पहला डेरिवेटिव n th डेरिवेटिव बिंदु x0पर सभी 0 के बराबर हैं तो हमारे पास ये स्थितियां हैं Rn अब हम यहां एक और फंक्शन पर विचार करते हैं जो है gxx x0n1∀x∈I इसलिए इस फंक्शन में भी प्रॉपर्टी है यदि हम इस पर ध्यान दें कि gx00 वास्तव में पहला डेरिवेटिव है क्योंकि n प्लस 1 और x माइनस 0 पावर n जो कि बिंदु x0 पर 0 हो जाएगा और इसी तरह आगे भी रहेगा तो हम इस डिफरेंशीएशन को n th ऑर्डर तक जारी रख सकते हैं और बिंदु x0 पर ये सभी डेरिवेटिव 0 होंगे तो अब हमारे पास क्या स्थिति है कि gx00k01ngn1x0n1 तो हमारे पास दो फ़ंक्शन हैं एक Rn है और दूसरा g है उनके यहां समान गुण हैं कि ये सभी डेरिवेटिव ऑर्डर तक n गायब हो जाते हैं तो इस मामले में यदि यह x बिंदु इंटरवल मैं लेते है और मानते हैं कि x x0 से बड़ा है हम यह भी मान सकते हैं कि x x0से छोटा है और अब हम इन दो फ़ंक्शन Rn फ़ंक्शन और g फ़ंक्शन के लिए इस इंटरवल x0 से x में कौशी मीन वैल्यू थ्योरम लागू करते हैं और अब याद करें कि कौशी मीन वैल्यू थ्योरम क्या था कि आपके पास यह फ़ंक्शन Rnx Rnx0gx gRn1g1 अब यदि हम देखें कि Rnx00 और gx00 है तो हमारे पास यह परिणाम है कि ⟹RnxgxRn1g1x01x हम इस प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं तो आगे अगर हम डेरिवेटिव Rn और g के इंटरवल x01के लिए कौशी मीन वैल्यू थ्योरम फिर से लागू करते हैं तो हमें जो मिलेगा वह हमें मिलेगा क्योंकि यह पहला डेरिवेटिव भी 0 है तो बस हम परिणाम प्राप्त करेंगे कि RnxgxRn2g2 अब इस इंटरवल के बीच में कोई बिंदु जिसे हमने x0 से 1 माना है और अब हम इस इस प्रक्रिया को आगे जारी रख सकते हैं कौशी मीन वैल्यू थ्योरम की आपूर्ति करने वाले अगले डेरिवेटिव के लिए आगे हम n1th डेरिवेटिव तक जा सकते हैं n th डेरिवेटिव तक Rn और g दोनों 0 हैं तो हम इस टर्म को समाप्त करेंगे और फिर यहाँ n1 बीच स्थित है x0 और n और वहाँ तक एक निरंतरता थी x की तो इससे हमें यह मिला ⟹RnxgxRnn1n1gn1n1x0n1n1x तो इसलिए यह फैक्टोरियल और प्लस 1 टर्म यहां आया और फिर हमारे पास यह g है जो कि फंक्शन था x x0n1 और जिसे यहां पेश किया गया है n1 अब हमने इसे बदल दिया है यह बीच कहीं स्थित है x0 और बिंदु x के इसलिए जो यहां लिखा गया है वह बीच स्थित है x0 और x के तो अब हम ध्यान दें कि ये Rn जिसे हमने परिभाषित किया है कि वह फ़ंक्शन f और Pn के बीच का अंतर था इसलिए यदि आप n 1 और इस रिमाइंडर टर्म का यहाँ डेरिवेटिव ले n 1th डेरिवेटिव f का माइनस n 1th डेरिवेटिव p का बराबर है n 1th डेरिवेटिव x का क्योंकि n 1th डेरिवेटिव n और Pnका n डिग्री का पॉलिनॉमियल है इसलिए यदि हम इस टर्म का n 1th डेरिवेटिव लेते हैं तो यह 0 हो जाएगा और हमारे पास ये Rnn1xfn1xहै और अब हम इसे अपने फार्मूला में सब्सीट्यूट कर सकते हैं जो Rnn1 था यहाँ इसलिए हमने अब इस वैल्यू को सब्सीट्यूट कर दिया है Rnn1 को fn 1के रूप में अब हमें यहां पॉलिनॉमियल मिला है जो रिमेंडर टर्म Rn है जो कि रिमेंडर का लाग्रेंज फॉर्म है इस टर्म को हम इस रिमेंड फॉर्म को इस फॉर्म में फिर से लिख सकते हैं तो यह जो वहाँ दिखाई देता है हमने अभी इसे x0θx x0 0θ1 द्वारा प्रतिस्थापित किया है तो यहाँ अगर 0 के करीब है तो यहाँ यह तर्क x0की ओर बढ़ रहा है जब गोज़ टू 1 तो यह तर्क यहां केवल x पर जाता है तो इसका यह तर्क f x0 और x के बीच है इसलिए इसका वही अर्थ है जो दूसरे फॉर्म का है तो हम रिमेंडर के लाग्रेंज फॉर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं टेलर्स थ्योरम Taylor's theorem या टेलर्स फार्मूला Taylor's formula अब यदि आप संक्षेप में देखें तो हमारे पास फ़ंक्शन f हैजो इस रूप में विस्तारित किया जा सकता है कि f fx0x x0 n th ऑर्डर टर्म तक और साथ ही यह रिमेंडर टर्म Rnx जिसे हमने अभी इस फॉर्म के रूप में प्राप्त किया है जिसे रिमेंडर का लाग्रेंज फॉर्म कहा जाता है तो विशेष मामले में जब हम लेते हैं n0 तो इसका मतलब है कि इस ऑर्डर एक तक हमें यह रिमेंडर टर्म लिखना होगा तो हमें यह मिलता है f1 और फिर हमारे पास यह x माइनस किसी भी तरह से या x0 जो भी हम मानते हैं तो तो यह x यह a और x के बीच मौजूद है और इस मामले में हमें टेलर्स थ्योरम Taylor's theorem का यह फॉर्म मिलता है जो कि लाग्रेंज फॉर्म मीन वैल्यू थ्योरम था तो यह मीन वैल्यू थ्योरम का एक विशेष मामला है जिसे हमने n 0 डालकर देखा है कुछ टिप्पणियां यदि हम सेट करते हैं x0 0 विस्तार बिंदु इस टेलर्स फार्मूला Taylor's formula में तो इसे मैकलॉरिन फार्मूला Maclaurin's formula कहा जाता है और टेलर्स फार्मूला Taylor's formula में यदि यह रिमेंडर Rn→0 के रूप में होता है n→∞ तो यह यहाँ एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है यदि यह Rn→0n→∞ हैतो हम टेलर्स फार्मूला Taylor's formula श्रृंखला के फॉर्म में लिख सकते है तो f और इसलिए आप इन्फिनाइट टर्म के लिए जारी रख सकते हैं और इसे टेलर्स सीरीज़Taylor's series कहा जाता है x0 के लिए यदि हमने यह x00कहा है तो इसे मैकलॉरिन सीरीज़ कहा जाता है तो यदि हम यह पिछले टिप्पणी फिर से देखते है तो यह आवश्यक और पर्याप्त है टेलर या मैकलॉरिन सीरीज़ के कन्वर्जेंस के लिए कि Rn→0 को n→∞ के रूप में लेते है ये स्मूथ फंक्शन सीरीज़ के उदाहरण हैं तो स्मूथ का मतलब है कि हमारे पास किसी का भी डेरिवेटिव है लेकिन टेलर्स सीरीज़Taylor's series एक्सपेंशन के बिंदु के बजाय हर जगह डाइवरज हो जाती है क्योंकि एक्सपेंशन के बिंदु सीरीज़ का वैल्यू निर्माण के अनुसार फ़ंक्शन के समान होगा और इस स्मूथ फ़ंक्शन के उदाहरण देखते हैं जिनकी टेलर्स सीरीज़Taylor's series किसी अन्य फ़ंक्शन में परिवर्तित हो जाती है और उदाहरण के लिए यह लेते हैं fxe 1x2x≠0 0x0 तो x 0 के बराबर नहीं है और x बराबर 0 है इसलिए इस मामले में कोई भी आसानी से दिखा सकता है किfn है इसलिए यदि हम यहाँ इस फ़ंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं e 1x2 जो मैं यह गणना नहीं कर रहा हूँ लेकिन कोई भी 0 प इस फ़ंक्शन के किसी भी ऑर्डर की सभी डेरिवेटिव की गणना आसानी से कर सकता है और फिर यदि हम लिखते हैं टेलर सीरीज़ या अन्य मैकलॉरिन सीरीज़ x0 के आसपास क्योंकि सभी डेरिवेटिव 0 हैं तो आपको मिलेगा 00⋅x0⋅x2⋯0⋅xn और फिर हम यहां देखेंगे कि जो भी x हम रखते हैं मैकलॉरिन सीरीज़ 0 दे रही है इसका मतलब है कि सीरीज़ परिवर्तित करती है x सीरीज़ को केवल 0 में लेकिन यह x≠0 e 1x2 फ़ंक्शन को फ़ंक्शन में परिवर्तित नहीं होती है तो यह बहुत ही सरल उदाहरण है जहां हम देख सकते हैं कि ये मैकलॉरिन मैकलॉरिन या टेलर्स सीरीज़Taylor's series वे फ़ंक्शन में कन्वर्ज नहीं करते हैं अब आइए हम ex की मैकलॉरिन सीरीज़ के इस उदाहरण को लें इसलिए इस फ़ंक्शन एक्स्पोनेंशियल के लिए हम जो भी डेरिवेटिव लेते हैं वह केवल एक्स्पोनेंशियल x है और 0 पर हमारे पास 1 का वैल्यू है इसलिए n के सभी वैल्यू के लिए इस फ़ंक्शन के सभी डेरिवेटिव एक्स्पोनेंशियल फ़ंक्शन 1 है इसलिए हम आसानी से लिख सकते हैं यह मैकलॉरिन सीरीज़थ्योरम है कि ex1xx22 xnn Rnx सभी डेरिवेटिव 1 हैं और xnn Rn इसलिए Rn रिमेंडर टर्म है जिसे हमने अभी रिमेंडर टर्म देखा है Rnxx x0n1n1 fn1x0θx x0 इसलिए यदि हम इसे सब्सीट्यूट करते हैं x00 को तो हमें यह रिमाइंडर मिलता है Rnxxn1n1 eθx0θ1 तो अब आप देखेंगे कि इस Rn का as के रूप में n→∞क्या होता है यदि ऐसा है तो Rnx→0 को n→∞ के रूप में हम एक्स्पोनेंशियल फंक्शन x की मैकलॉरिन सीरीज़ लिख सकते हैं तो यहाँ फिर से हम ध्यान दें कि यह मैकलॉरिन थ्योरम है इसलिए यदि यह टर्म गोज़ टू 0 है तो इस n→∞ केस्थिति में हम इस एक्स्पोनेंशियल फ़ंक्शन को एक सीरीज़ के रूप में लिख सकते हैं तो हम इस Rnको हटा सकते हैं और फिर हम एक सीरीज़ के रूप में आगे जा सकते हैं तो चलिए देखते हैं तो यह Rn का रिमेंडर टर्म Rnxxn1n1 eθx0θ1 और यदि आप इस रिमेंडर टर्म का एब्सॉल्यूट वैल्यू xn1n1 eθx में लेते हैं तो हम देखेंगे कि eθxजो कुछ भी x दिया है उसके लिए एक सीमित मात्रा हो जाएगा तो यह परेशान नहीं करेगा क्योंकि यहां कोई n टर्म नहीं है इसलिए यदि हम अब इस टर्म पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि n→∞ होने पर क्या होगा हमें ध्यान देना चाहिए कि जब x n→∞ होगा तो यह हो जाता है और यहाँ जब भी यह x उदाहरण के लिए 1 से बड़ी संख्या है तो यह टर्म भी होगा तो हम बस नहीं कह सकते कि इस टर्म का क्या होगा जब n गोज़ टू है तो हम ध्यान से इस लिमिट को देखेंगे इस टर्म का क्या होगा जब n गोज़ टू है तो हम एक x के निश्चित वैल्यू के लिए क्या विचार करते हैं हम हमेशा जो भी x बहुत बड़ी संख्या हो सकते हैं लेकिन हम एक नेचुरल नंबर n पा सकते हैं जैसे कि x से बड़ा है n तोजो कुछ भी x हम यहाँलेते हैं तो यह बड़ा N x से बड़ा लेते हैं इसके बाद हम एक और छोटे n टर्म पर भी विचार करेंगे जो दूसरे फार्मूला में दिखाई दे रहा है तो जो इस संख्या n से भी बड़ा है अब हम इस टर्म पर विचार करते हैं xn1n1 xn11⋅2⋅⋯⋅n1 इसलिए हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं तो फैक्टोरियल एक्स को 1 फैक्टोरियल एक्स से विभाजित करके फिर से 2 से विभाजित किया जाता है और इसलिए अब हम जारी रख सकते हैं इस टर्म को यहां देखें जो इस N 1 टर्म के बाद दिखाई दिए हैं तो xN यहाँ भी यह xN1 और इसी तरह आगे तो यहाँ यह टर्म xN है तो इस एक्सप्रेशन से हम क्या देखते हैं xN1 और अब अगर हम इसे नंबर q के रूप में मान लेते हैं तो हमारे पास q है और यह वास्तव मेंविभाजित है N1 से अतः यह q से छोटा है और यहाँ अन्य सभी टर्म q से कम हैं तो आप फिर से ध्यान दें कि यह nN है इसलिए हम इस N1 टर्म तक पहुंच गए हैं तो इसके साथ यह N कहीं बीच में होगा और अब यह q जो हमने देखा है क्योंकि xN1 इसलिए अब हम जो देखते हैं हम इस इक्वालिटी को इनिक्वालिटी से बदल सकते हैं तो बराबर से कम क्योंकि यहाँ हमने q द्वारा प्रतिस्थापित किया है और इसे भी q1 से प्रतिस्थापित किया गया है यह भी q से कम है q से ये सभी टर्म कम हैं तो अब हमारे यहाँ कितने q हैं तो N 1 टर्म पहले से मौजूद हैं और तब कुल टर्म थे n1 इसलिए यदि हम अब कुल टर्म फिर से लिख सकते हैं n1 और पहले से ही ये टर्म n 1 हैं तो n1 तो यहाँ यह संख्या n N2 और xN 1N 1 है और अब हम इस मामले में यहां लिमिट ले सकते हैं q1 और जब n→∞ है तो यह n→∞ यह n यहाँ इंफिनिटी तक जाता है और q1 गोज़ टू 0 है और यहाँ कुछ निश्चित संख्या दिखाई दे रही है तो यह सब कुछ 0 हो जाता है तो इस रिमेंडर टर्म का यह एब्सॉल्यूट वैल्यू जो 0 हो जाता है तो हमने देखा कि यह रिमेंडर टर्म जो रिमेंडर टर्म का एक भाग था उस टर्म से कम है जो गोज़ टू 0 हो जाता है n→∞ के और हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि Rn 0 है तो ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग इन व्याख्यानों और निष्कर्ष को तैयार करने के लिए किया गया था तो आज हमने जो सीखा है वह टेलर्स फार्मूला Taylor's formula है और डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत महत्वपूर्ण विषय है तो एक फ़ंक्शन जो काफी सरल है हम f f केरूप में लिख सकते हैं तो जोड़ पर यह Rn टर्म जिसे रिमेंडर टर्म कहा जाता है और यह रिमेंडर टर्म का एक फॉर्म fn1n1 x x0n1 है और जिसे हम पॉलिनॉमियल टर्म कहते हैं उसे हम टेलर पॉलिनॉमियल कहते हैं संपूर्ण परिणाम इसे टेलर्स फार्मूला Taylor's formula कहते हैं और फिर हमने यह भी देखा है कि जब Rn→0 को n→∞ के रूप में देखा जाता है तो हम टेलर्स फार्मूला Taylor's formula को एक श्रृंखला के टर्म में लिख सकते हैं जिसे टेलर्स सीरीज़Taylor's series कहा जाता है ध्यान देने के लिए धन्यवाद